प्रिय प्रतिभागियों दूसरे सप्ताह के द्वितीय मॉड्यूल में आपका स्वागत है हमने विभिन्न प्रकार के हैंडशेक विभिन्न प्रकार के अभिवादन और सांस्कृतिक विविधताओं को देखा था आज के मॉड्यूल में हम विशेष रूप से कार्य स्थल पर हैप्टिक्स की भूमिका पर चर्चा करेंगे हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि बहु सांस्कृतिक सेटिंग में उचित और स्वीकार्य लिंग संबंध स्थापित करने में हैप्टिक्स का क्या महत्व है जब हम अन्य व्यक्तियों को स्पर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि तकनीकी बाधाएं बिल्कुल अनुपस्थित हैं इसके लिए हमें एक व्यक्ति के करीब जाना होगा और एक स्पर्श स्थापित करना इसलिए कार्य स्थल में इस निकटता पर कभी कभी संदेह किया जा सकता है हालांकि हम पाते हैं कि कार्य स्थल में स्पर्श हमेशा एक लक्ष्य से संबंधित होता है या यह एक नियमित पेशेवर बातचीत का एक हिस्सा होता है और यह संदर्भ इस खतरे को कम करता है और कभी कभी स्पर्श को पारस्परिक संबंधों का एक सक्षम पहलू भी बनता है और इसलिए जब भी ऐसा होता है सार्वजनिक स्पर्श की यह कमी इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है सामाजिक रूप से स्वीकृत विनम्र स्पर्श व्यवहार हमें दूसरों के साथ बातचीत शुरू करने में मदद करते हैं हमारी झिझक को दूर करने में हमारी मदद करते हैं और साथ ही हमें यह भी दिखाते हैं कि हम अपनी टीम में शामिल हैं और दूसरे हमारा सम्मान करते हैं कभी कभी हम पाते हैं कि बाँहों का स्पर्श हमें बताता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हालांकि जब हम पारस्परिक कौशल के संदर्भ में स्पर्श की भूमिका को देखते हैं विशेष रूप से अंतर सांस्कृतिक स्थितियों में और एक क्रॉस जेंडर स्थितियों में तब हमें यह समझना होगा कि स्थापित और अन स्थापित सीमाएं महत्वपूर्ण हैं और उन्हें बरकरार रखा जाना किसी भी प्रकार की दोस्ती में या किसी भी प्रकार के कार्यालय के वातावरण में बहुत अधिक स्पर्श भी लोगों के मन में कुछ संदेह पैदा कर सकता है और दूसरी ओर स्पर्श की अनुपस्थिति अलगाव और उदासीनता का संकेत कर सकती है जो कि काम के माहौल के लिए अनुकूल नहीं है मानव स्पर्श हमेशा अनुभवों को बढ़ता है जब कोई व्यक्ति हमें पेशेवर स्थितियों में स्पर्श करता है तो यह अधिकांश स्थितियों में एक सकारात्मक भावना को दर्शाता है हालाँकि जैसा कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में भी टिप्पणी की है कि सांस्कृतिक और साथ ही साथ संस्था गत प्रथायें महत्वपूर्ण हैं और इन अंतरों को इंटरैक्ट करने वालो द्वारा समझा जाना चाहिए हमने दो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों पर चर्चा की है जिनमे से एक संपर्क संस्कृति है तथा दूसरी गैर संपर्क संस्कृति एक संपर्क संस्कृति वह है जहां अन्य लोगों को छूना सामान्य माना जाता है इसमें संवाद करते समय अन्य लोगों के करीब जाना सामान्य माना जाता है और साथ ही इसमें में अन्य लोगों को छूने के दौरान अधिक प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क होता है उदाहरण के लिए मध्य पूर्व या यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में लोग स्पर्श से या गंध के द्वारा भी संवेदनाओं का आदान प्रदान सहजता पूर्वक करते हैं इसकी तुलना में गैर संपर्क संस्कृति में उदाहरण के लिए उत्तरी यूरोप के साथ साथ कई एशियाई देशों में लोगों में अक्सर कम स्पर्श करने की प्रवृत्ति होती है इसके अलावा इनमें अलग खड़े होने की भी प्रवृत्ति होती है और यहाँ अधिकांश संचार के लिए हम दृश्य संचार का उपयोग करते गैर संपर्क संस्कृतियों में कई सामाजिक प्रथाएं हैं जो हमें दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क बनाए बिना उनका अभिवादन करने की अनुमति देती हैं ये अंतर हमें इस विचार के प्रति सचेत करते हैं कि किसी कार्य स्थल में अन्य मनुष्यों को स्पर्श करना एक फ़िज़ूल का कार्य है और साथ ही यह एक पेंचीदा क्षेत्र भी है और इस क्षेत्र में स्पर्श की व्याख्या को प्रासंगिक बनाना होगा ये संदर्भ शायद व्यक्तिगत हो सकते हैं और वे सांस्कृतिक होने के साथ साथ संस्था गत भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए कई संस्थान नो टच मानदंड को पसंद करते हैं जहाँ कर्मचारियों को इस विचार के प्रति सचेत किया जाता है कि वे आम तौर पर किसी अन्य इंसान को स्पर्श न करें और यहां तक कि एक विनम्र हैण्डशेक भी पर्याप्त माना जाता मानव स्पर्श का उपयोग जब सही ढंग से किया जाता है तो सह कर्मियों के बीच एक सकारात्मक भावना का संचार हो सकता है दूसरी ओर जब इसका उपयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है तो यह विश्वास को तोड़ सकता है और परेशानियों का कारण बन सकता है संपर्क और गैर संपर्क संस्कृतियों में वातावरण और संस्कृति के ये अंतर हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं यह व्यक्तिगत मानसिकता पर निर्भर करता है यह तात्कालिक संदर्भ पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत स्पर्श की पेशकश की जा रही है और साथ ही यह व्यक्ति की सांस्कृतिक कंडीशनिंग पर भी निर्भर करता है उदाहरण के लिए फ्रेंच और इटालियन लोग सहज महसूस करते हैं यदि कोई उन्हें संवाद के दौरान स्पर्श करता है जबकि ब्रिटेन में लोग बहुत असहज महसूस करते हैं अगर कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से छूता है जिन संस्कृतियों में स्पर्श को आसानी से स्वीकार किया जाता है उन्हें भारतीय समाज माना जाता है जैसे कि टर्की इटली ग्रीस स्पेन एशिया के मध्य पूर्व भागों के साथ साथ रूस के हालांकि जहां तक शारीरिक स्पर्श का संबंध है रूस में लोग सहज महसूस करते हैं किंतु अन्य सुदूर पूर्वी देशों के लोगों की सांस्कृतिक मानसिकता अलग है जिन संस्कृतियों में स्पर्श को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है उनमें जर्मनी जापान इंग्लैंड अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एस्टोनिया पुर्तगाल उत्तरी यूरोप और स्कैंडिनेविया सहित कई एशियाई और यूरोपीय देश शामिल कुछ अन्य संस्कृतियां हैं जिनमें पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रति क्रमिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण दूसरों को छूने के बारे में मानदंड भी धीरे धीरे बदल रहे हैं संपर्क और गैर संपर्क संस्कृतियों के बारे में हमारी समझ हमें बताती है कि पूर्वी देशों और पूर्वी संस्कृतियों की तुलना में पश्चिमी संस्कृतियों में स्पर्श अपेक्षाकृत कम है स्पर्श की किसी भी व्याख्या में प्रसंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एक गैर संपर्क संस्कृति में यदि कोई प्रबंधक किसी अधीनस्थ कर्मचारी के कंधे पर थपकी देता है तो कर्मचारी के लिए यह एक प्रोत्साहन है जिसे वह हमेशा याद रखेगा हम यूरोप का उदाहरण ले सकते हैं और हम पाते हैं कि यूरोपीय संस्कृति के भीतर भी ये सांस्कृतिक विविधताएँ मौजूद हैं हमने पहले से ही ब्रिटिश लोगों के बारे में देखा है कि वह स्पर्श को पसंद नहीं करते हैं और हम पाते हैं कि ब्रिटिश कॉर्पोरेट सेटिंग में बहुत कम मात्रा में स्पर्श की अनुमति है ब्रिटिश समाज में खेल की स्पर्धाओं में और जीत या सफलता के उपलक्ष्य में स्पर्श की अनुमति होती है जैसे कि एक गोल या एक अंक अर्जित करने की स्थितियों में एथलीटों के बीच स्ट्रेचिंग की अनुमति हालांकि ड्रेसिंग रूम में यह अभी भी सामान्य रूप से नहीं है एलन पीज़ ने टिप्पणी की है कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों द्वारा अंतरंग आलिंगन दक्षिण अमेरिकी और महाद्वीपीय देशों के खिलाड़ियों से कॉपी किया गया है इन देशों में खिलाड़ी एक गोल या अंक अर्जित करने पर आलिंगनबद्ध होकर एक दूसरे का चुंबन करते है और वे इस अंतरंग व्यवहार को ड्रेसिंग रूम में भी जारी रखते है हमने उस व्यवहार पर टिप्पणी की है जो सामान्य रूप से फ्रांस के साथ साथ इटली में भी स्वीकार्य है इसी तरह हम पाते हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों में पुरुषों के लिए एक दूसरे को गले लगाना या किसी दोस्त की बाँह पकड़ना या अपने संवाद के दौरान दोस्त के कंधे पर हाथ रखना आम बात है इसी तरह हम स्पेन में पुरुषों को एक दूसरे की बाँह पकड़कर या बातचीत के दौरान और संबाद करते समय दूसरे व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए देख सकते हैं इसी तरह हम पाते हैं कि मध्य पूर्व में लैटिन अमेरिकी देशों में और दक्षिणी यूरोपीय देशों में भी सामान्य बातचीत के दौरान बहुत अधिक शारीरिक संपर्क पूरी तरह से स्वीकार्य है कभी कभी यह क्रॉस सांस्कृतिक स्थितियों में लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है उदाहरण के लिए यदि एक अँग्रेज़ जो इन सांस्कृतिक भिन्नताओं से अवगत नहीं है उसे एक लैटिन अमेरिकी सहयोगी या टीम के साथी के साथ बातचीत करनी होती है तो लैटिन अमेरिकी मित्र द्वारा किये जाने वाले स्पर्श से अंग्रेज बहुत अधिक असुभिधा महसूस कर सकता है वह इसे परेशान करनेवाला या डरने वाला महसूस कर सकता है इसी तरह लैटिन अमेरिकी दोस्त को अंग्रेज सहयोगी द्वारा स्पर्श की अनुपस्थिति कुछ हद तक उदासीन या अमित्रवत या बेपरवाह या घमंडी रवैये की तरह महसूस हो सकती है स्पर्श की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी समाज में यह किस हद तक स्वीकार्य है यह उस समाज के सांस्कृतिक और समाजिक विकास पर निर्भर करता है हम पाते हैं कि उत्तरी यूरोप और सुदूर पूर्व की सस्कृतियां अपेक्षाकृत इस हद तक गैर संपर्क हैं कि इन समाजों में गलती से किसी से रगड़ लगने पर भी माफी मांगनी पड़ सकती है मानव स्पर्श कैसे अंतरराष्ट्रीय भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है इसे एक दिलचस्प घटना से समझा जा सकता है जो कि 2009 में समाचार की सुर्खियाँ बना जब अमेरिका की प्रथम महिला मिशेलओबामा ने ब्रिटेन की यात्रा पर शाही प्रोटोकॉल तोड़ा और रानी को गले लगाया यह गले लगना जो व्यवहार के ब्रिटिश मानक के खिलाफ था और शाही प्रोटोकॉल के खिलाफ था इतना अधिक वैश्विक सुर्खियों में था इसलिए हम पाते हैं कि विभिन्न देशों में न केवल स्पर्श की आवृत्ति है बल्कि स्पर्श की स्थिति और शरीर का वह बिंदु जहां मानव स्पर्श का प्रयोग किया गया है भी बहुत मायने रखता है उदाहरण के लिए अरब देशों में एक पुरुष द्वारा दूसरे का हाथ पकड़ना या उसे सार्वजनिक रूप से चुंबन करना सुखद मन जाता है लेकिन एक क्रॉस लिंग स्पर्श बिल्कुल निषिद्ध है थाइलैंड और लाओस में किसी के सिर पर छूना विशेष रूप से छोटे बच्चों के सिर पर छूना वर्जित है क्योंकि यह अशुभ माना जाता है दक्षिण कोरिया में बुजुर्ग युवा लोगों को छू सकते हैं खासकर जब वे एक भीड़ वगैरह के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हों हालांकि यह बहुत बुरा माना जाता है अगर एक छोटा व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति को उसी तरह से स्पर्श करता ये सांस्कृतिक अंतर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भी प्रदर्शित होते हैं इसी तरह की स्थिति इस तस्वीर में दिखाई गई है जहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ़ अली जरदारी ने ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनाद का हाथ पकडे हुए है इसे यहाँ पारस्परिक सम्मान के संकेत के रूप में समझा जाता है क्योंकि यह एक सामान्य रूप से साझा सांस्कृतिक विश्वास है हालाँकि कोई भी अमेरिकी या ब्रिटिश समाज में इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर सकता है तो ये सांस्कृतिक अंतर मौजूद हैं और वे मुख्य रूप से प्रादेशिक स्पेस के संबंध में आंखों के संपर्क स्पर्श की आवृत्ति के साथ साथ अपमान जनक इशारों के संबंध में मौजूद हैं जो कि विभिन्न समाजों में अलग अलग हैं अधिकांश पश्चिमी देशो में हम पाते हैं कि किसी न किसी प्रकार का स्पर्श विशेष रूप से हैण्डशेक अब स्वीकार्य है हालांकि हम पाते हैं कि कुछ समाजों और संस्कृतियों में अभी भी कुछ ट्रेडिसनल पॉकेट्स हैं जहां यह बचा हुआ है जापानी और चीनी समाजों को संदर्भित करना दिलचस्प है विभिन्न लेखक जिन्होंने ने संचार के अशाब्दिक पहलुओं के क्षेत्र में काम किया है इन सामाजिक मानदंडों का उल्लेख किया है सामान्य रूप में जापानी संस्कृति में एक अजनबी के साथ शारीरिक संपर्क को असभ्य माना जाता है और इसलिए वे चुंबन बाहों में बाहें डालना बियर हग्स यहाँ तक कि वे किसी अजनबी के साथ अंतरंग हैंडशेक से भी बचते है उनकी संस्कृति उन्हें एक दूसरे के सम्मान के लिए झुकाने की अनुमति देती है और उच्च स्थिति वाला व्यक्ति सबसे कम झुकता है और कम से कम स्थिति वाला व्यक्ति सबसे अधिक झुकता है चीनी समाजों में भी समान सांस्कृतिक मानदंडों को देखा जाता है खासतौर पर पारंपरिक चीनी समाज़ में भी अजनबियों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं किया जाता हैं चीनी सम्मेलन में परिचय में थोड़ा सा सिर हिलना शामिल है चीनी समाज में स्वागत के लिए स्पर्श को अच्छा नहीं माना जाता है हालांकि उन व्यापारिक घरानों और कार्य क्षेत्रों में जहां चीनी और जापानी लोगों को पश्चिमी संस्कृति के साथ बातचीत करनी है शरीर के भाषाई मानदंडों के प्रदर्शन के संदर्भ में हम पाते हैं कि वहाँ एक घनिष्ठता और निकटता है इसलिए ये नियम मूल रूप से पारंपरिक चीनी और जापानी समाजों को दर्शाते हैं यह वीडियो दिलचस्प रूप से ऑफिसियल स्पेस में स्पर्श के उपयोग को दर्शाता है

हैंडशेक पर एक अध्ययन में पाया गया है कि अगर आप हाथ मिलाते हैं तो लोगो द्वारा आपको याद रखने की संभावना दोगुनी हो जाती है इस बिंदु पर मैं साइमन जे ब्रॉर्नर के एक बहुत ही दिलचस्प लेख का उल्लेख करना चाहूँगा साइमन ब्रॉर्नर ने अपने लेख द हैप्टिक एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर में लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन के हैप्टिक अनुभवों से एक आवश्यक सांस्कृतिक सिद्धांत एक मूल गुण या तत्व का गठन होता है जो अनुभूति और व्यवहार की प्रथागत प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है अपने तर्क को उन्होने विशेष रूप से एक खेल आयोजन से उद्धृत किया है जब इंडियाना विश्वविद्यालय ने 1981 में मध्य पूर्व क्षेत्रीय चैंपियनशिप जीती थी और इसे दर्शकों को टीवी पर लाइव दिखाया गया था दर्शकों ने देखा कि मान्यता के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी ने बास्केटबॉल के नेट का एक टुकड़ा काट दिया था और जीत के इस प्रतीक को गर्व से पकड़ रखा था उसके विचार में हैप्टिक अनुभव केवल उस तरीके से संबंधित नहीं है जिस तरह से हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बल्कि विस्तार में यह उन वस्तुओं से भी जुड़ा होता है जिन्हें हम स्पर्श करते हैं और स्पर्श की उस भावना से भी जो कि निर्जीव वस्तुओं के साथ हमारे संबंध में संचारित होती है और उन्होंने टिप्पणी की है कि इस पारंपरिक अधिकार का महत्व हैप्टिक अनुभव की व्यक्तिपरक शक्ति और व्यवहार में दृश्य और स्पर्श कलाकृतियों की प्रतीकात्मक शक्ति पर आधारित है उन्होंने हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहारों में स्पर्श कलाकृतियों के महत्व को अभिव्यक्त किया है उन्होंने हैप्टिक की वास्तविकता पर निर्भरता पर भी टिप्पणी की है जो हमारी शब्दावली में और हमारे भाषाई दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हैप्टिक्स के व्यापक क्षेत्र पर कितने मुहावरे आधारित हैं उदाहरण के लिए हम एक विचार पर टिके रहते हैं हम एक समस्या को हैंडल करते हैं हम किसी चीज पर उंगली डालते हैं हम सभी आधारों को स्पर्श करते हैं हम नए व्यंजनों में अपना हाथ आजमाते हैं साइमन ब्रॉनर की राय में इन स्पर्श सम्बन्धी रूपकों का सुझाव सच्चाई का एक निश्चित स्तर और धारणा की स्पष्टता है हम जो सुनते हैं संभव है उस पर विश्वास न करे लेकिन हमें यह महसूस होता है कि हाथ और उसका उपयोग सीखने का जनक है यदि हमने वास्तव में किसी चीज़ को छुआ है या हमने अपने हाथों से कुछ अनुभव किया है तो यह दूसरों से सुने हुए विभिन्न संस्करणों की तुलना में वास्तविक परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण व्याख्या बन जाता है दुनिया की लगभग हर भाषा में हम पाते हैं कि मुहावरे हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ हमारे हैप्टिक एसोसिएशन पर आधारित होते हैं जब तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम अपने हाथों को कुरेदते हैं जब हम उँगलियों की भाषा को देखेंगे तो हमारे हैप्टिक व्यवहार के इन पहलुओं पर एक बार फिर चर्चा की जाएगी तो हैप्टिक प्रतीकों का अनुभव की दुनिया में विशेष अर्थ है मानव स्पर्श प्रत्येक परिस्थिति में महत्वपूर्ण है यह हमारी पेशेवर सेटिंग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे स्पर्श को अन्य मनुष्यों तक एक्सटेंड करने या किसी अन्य मानव के स्पर्श की विशेष व्याख्या देने से पहले इसे कुछ मॉडरेटर्स के साथ आना चाहिए और हमें कुछ फिल्टर के बारे में भी पता होना चाहिए हमने स्पर्श की स्थिति का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि इसके विभिन्न सांस्कृतिक रूपांतर कैसे हो सकते हैं जो लोग बड़े या उच्च स्तर के हैं वे आराम से किसी ऐसे व्यक्ति को छू सकते हैं जो छोटा है या कम हैसियत का है लेकिन एक छोटा व्यक्ति या एक व्यक्ति जो हैसियत में कम है वह इस स्पर्श की पहल कभी नहीं करेगा तो कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को छू सकते हैं लेकिन कर्मचारी कभी भी अध्यक्ष को नहीं छूएंगे बराबर हैसियत के लोग न्यायसंगत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य स्पर्श व्यवहार के भीतर एक दूसरे को छू सकते हैं हमने सांस्कृतिक अंतरों पर भी गौर किया है जो विभिन्न संगठनों में मौजूद हैं एक विशेष क्षेत्र जिसे जिसे हम यहाँ देखना चाहेगे वह हमारी हैप्टिक्स की समझ में लिंग भेदों से संबंधित है मैं यहाँ ब्रेंडा मेजर के एक दिलचस्प लेख का संदर्भ देता हूं यह लेख 2012 में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था जेंडर पैटर्न्स इन टचिंग बिहेवियर हालाँकि ब्रेंडा मेजर के निष्कर्ष आज की स्थिति में भी मान्य हैं उसने बताया कि स्पर्श संचार पर अनुसंधान से जेंडर डिफरेंस के कई सुसंगत पैटर्न सामने आए उसने यह भी सुझाव दिया है कि बचपन से ही एक यंग महिला बच्चे को पुरुष बच्चे की तुलना में अधिक स्पर्श किया जाता है और साथ ही सामाजिक मानदंडों के कारण पुरुष सामान्य रूप से महिलाओं की तुलना में अधिक बार स्पर्श की शुरुआत करते हैं स्पर्श व्यवहार में जेंडर डिफरेंस समाजवादी रूढ़ियों से भी निकटता से जुड़ा हुआ है जो कि अधिकांश समाजों में पूर्व निर्धारित लिंग भूमिकाओं में मौजूद है इन लैंगिक भूमिकाओं और इन रूढ़ियों द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि महिलाओं को निष्क्रिय होना चाहिए उन्हें भावनात्मक रूप से निर्भर होना चाहिए जबकि पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में सक्रिय और स्वतंत्र हों और यहां तक कि भावहीन और आक्रामक भी हों इन रूढ़ियों का व्यापक रूप से न केवल पुरुषों द्वारा पालन किया जाता है बल्कि दिलचस्प रूप से महिलाओं द्वारा भी और दोनों ही इन रूढ़ियों के आधार पर दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं यदि हमारा व्यवहार इन रूढ़ियों द्वारा संचालित होता है तो यह न केवल हमारे प्रदर्शन को बाधित करता है बल्कि यह हमें कम ग्रहणशील बनाता है जहां तक अन्य लोगों के सकारात्मक इरादों का संबंध है इसलिए यह न केवल हमारे प्रदर्शन को सीमित करता है बल्कि यह टीम के अन्य सदस्यों के प्रदर्शन पर भी बाधाये डालता है जो कि अलग अलग लिंग से संबंधित हो सकते हैं जहां तक सामाजिक रूढ़ियों का सवाल है पुरुष भूमिकाएं सक्रिय व्यवहार से जुड़ी हुई हैं जबकि महिलाएं सामान्य रूप से प्रतिक्रियाशील व्यवहार से जुड़ी हुई हैं यह द्विभाजन अन्य विशिष्टताओं के समान है जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार पैटर्न के बीच किए गए हैं

जहां इन सभी रीतियों में हम पाते हैं कि पुरुषों को एक सक्रिय प्रतिनिधित्व करने की भूमिका दी गई है जबकि महिलाओं को निष्क्रियता और कम प्रतिनिधित्व के साथ जोड़ा गया इस प्रकार स्पर्श के बारे में लिंग रूढ़िवादिता उच्च स्थिति की महिलाओं को एक दुविधा में छोड़ देता है यह केवल हाल ही में है कि महिलाओं ने बहुत उच्च स्तर पर आधिकारिक पदों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया है लेकिन उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है जिनसे वे बॉडी लैंग्वेज के कौशल सीख सकें इसलिए वे अक्सर अनिश्चित होती हैं जब वे अपने कनिष्ठ पुरुष कर्मचारियों को स्पर्श करती है क्योंकि वह नहीं जानती कि इसकी व्याख्या शक्ति और समर्थन के संकेत के रूप में की जा सकती है या इसे दुर्बलता के संकेत के रूप में या फिर गलत व्यवहार के संकेत के रूप में भी समझा जा सकता है यह विचार उपयुक्त है या नहीं इस वीडियो में बहुत ही रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है और इस बात का ध्यान रखें कि महिलाओ के साथ बिअर शुल्डर स्पर्श को एक व्यावसायिक संकेत के बजाय व्यक्तिगत माना जा सकता है सहायता का अनुरोध करते समय किसी को छूने का प्रयास करें क्योकि "कैन यू गेट मी दैट रिपोर्ट" अनुसंधान से पता चलता है कि एक सेकंड के 140 वे भाग जितना कम स्पर्श दूसरे व्यक्ति की मदद करने की इच्छा को बढा देता है जिसे अनुपालन प्रभाव कहा जाता है इस अध्ययन ने इस धारणा का समर्थन किया था कि प्रबंधक कर्मचारियों के अनुभवों को प्रभावित करने के लिए स्पर्श का उपयोग कर सकते हैं अंत में स्पर्श का उपयोग एक संचार तकनीक के रूप में करें उदाहरण के लिए आप जो कह रहे हैं उसके प्रमुख भागों पर जोर देने के लिए श्रोता के बाजुओ को स्पर्श करें क्योंकि स्पर्श का उपयोग सबसे अधिक तब किया जाता है जब हम दृढ़ता से यह विश्वास करते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसकी विश्वसनीयता को स्पर्श अवचेतन रूप से बढ़ा सकता हैं आपके संगठन की संस्कृति में स्वीकार्य स्पर्श की मात्रा पर ध्यान देना शुरू करें ध्यान दें कि वे कौन है जो स्पर्श के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं इस चर्चा के आधार पर हम आसानी से समझ सकते है कि हैप्टिक्स कार्य स्थल में बहुत महत्वपूर्ण है कार्य स्थल में स्पर्श की जांच करना चुनौती पूर्ण है क्योंकि स्पर्श हमारे संचार से संबंधित एक जटिल और साथ ही अस्पष्ट पहलू है यद्यपि कार्य स्थल स्पर्श संवाद के लिए एक अद्वितीय स्थान है लेकिन उत्पीड़न की चिंताओं के कारण कई प्रबंधक अपने अधीनस्थों के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से डरते हैं डर के इस माहौल ने कई संगठनों को कार्य स्थल में स्पर्श के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर किया है हम जानते हैं कि कुछ प्रकार के स्पर्श होते हैं जिनका उपयोग कार्य स्थल में उचित रूप से किया जा सकता है उदाहरण के लिए हैण्डशेक या पीठ पर एक उत्साहवर्द्धक थप थपी इस क्षेत्र के शोधकर्ता हमें बताते हैं कि ये दोनों व्याख्याएँ समान रूप से लागू और उपलब्ध हैं यह विशेष रूप से एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन द्वारा समर्थित है जो कि फुलर और अन्य लोगों द्वारा किया गया था

निष्कर्षों में उन्होंने सुझाव दिया था कि जो प्रबंधक रणनीति के रूप में स्पर्श करते थे वे अधीनस्थ कर्मचारियों की धारणाओं के संदर्भ में समानता स्पष्ट ईमानदारी पारस्परिक प्रभाव और पर्यवेक्षक द्वारा सहायता की अनुभूति के कारण सामाजिक रूप से अधिक प्रभावी थे इसी समय विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित कई अन्य उदाहरण भी हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्पर्श ने कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव डाला आजकल हम पाते हैं कि स्पर्श केवल मानव मात्र से संबंधित नहीं है इसे तकनीकी विस्तार भी मिला है शब्द हैप्टिक्स की उपयोगिता अब मूर्त स्पर्श या शारीरिक धारणाओं के बारे में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रसंगों में अधिक है मांड्यम ए श्रीनिवासन Mandayam A Srinivasan के एक बहुत ही दिलचस्प लेख में उन विभिन्न किस्मों के अनु प्रयोगों का उल्लेख किया गया है जो मानव आवश्यकताओं के कई क्षेत्रों में उभरे हैं जिनमें उत्पाद डिज़ाइन मेडिकल ट्रेनर और पुनर्वास शामिल हैं उन्होंने तीन अलग अलग प्रकार के हैप्टिक्स का भी उल्लेख किया है शब्द हैप्टिक्स का विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए कला और इतिहास में सौंदर्य शास्त्र और वास्तुकला में और अधिकांशतः मनोविज्ञान की धारणा में इंजीनियरिंग में और मानव संसाधन के प्रबंधन में लेकिन अब हम पाते हैं कि तेजी से होने वाले बहु विषयक अनुसंधान ने स्पर्श इस विशेष कला को अपने तकनीकी आयामों में देखना संभव बना दिया है इसलिए उन्होंने हैप्टिक्स को तीन उप श्रेणियों में विभाजित किया है मानव हैप्टिक्स मशीन हैप्टिक्स और कंप्यूटर हैप्टिक्स मानव हैप्टिक्स वह है जिस पर हम पिछले दो मॉड्यूल में चर्चा कर रहे थे और यह मानव संवेदना का अध्ययन है अगर मैं स्पर्श के माध्यम से विचारों और भावनाओं के सम्प्रेषण के लिए इस शब्द के उपयोग में हेरफेर कर सकता हूं मशीन हैप्टिक्स मशीनों की डिजाइन निर्माण और उपयोग या तो मानव स्पर्श को बदलने या बढ़ाने के लिए है इस दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम कर रही है फिर हमारे पास कंप्यूटर हैप्टिक्स हैं जो एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर पर आधारित हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के स्पर्श और अनुभव को उत्पन्न और प्रदान करती हैं इस प्रकार हैप्टिक्स की यह चर्चा हमें कार्य स्थल में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसके महत्व को बताती है सांस्कृतिक विविधता जो इसकी व्याख्या के साथ साथ कुछ अन्य आयामों में मौजूद है तकनीकी विकास के कारण संभव हो पाई हैं हमारे अगले मॉड्यूल में हम किनेसिक्स को संचार के अशाब्दिक पहलुओं के एक स्वतंत्र हिस्से के रूप में देखेंगे धन्यवाद्